नमस्ते और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले दो व्याख्यानों में हमने देखा था कि कैसे स्टैक में एक विशेष भेद्यता हमलावर द्वारा शोषण की जा सकती है पहले के व्याख्यान में हमने रिटर्न टू लिबक हमले को देखा था जहां हमलावर स्टैक में मौजूद बफर को ओवरफ्लो करता है और लिबक लाइब्रेरी में एक विशिष्ट फ़ंक्शन के साथ रिटर्न एड्रेस को बदल देता है फिर अंतिम व्याख्यान जो हमने हमले के एक और उन्नत रूप में देखा था जहां हमलावर लिबक में कार्यों के लिए प्रतिबंधित नहीं है लेकिन एक पेलोड बना सकता है जो लगभग किसी भी मनमाने निर्देशों को निष्पादित करता है और जिस तरह से हमलावर करता है वह आरजेएस कार्यक्रमों की एक अवधारणा है या वापसी उन्मुख कार्यक्रम इसलिए ये हमले कार्यक्रमों पर कुछ सबसे उन्नत हमले हैं इस व्याख्यान में हम ASLR या एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली अवधारणा को देख रहे होंगे ताकि इस तरह के रोप और रिटर्न टू लिबास हमलों को रोका जा सके इसलिए एएसएलआर के प्रभाव को समझने के लिए हम इन हमलों को संभावित हमलावरों से देखेंगे तो हमलावरों की योजना इस प्रकार है हमलावर हम कहते हैं कि एक आवेदन के लिए एक शोषण बनाना चाहते हैं हम कहते हैं कि यहाँ आवेदन ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और उदाहरण के लिए यहाँ आवेदन उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल हो सकता है इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमलावर को होना चाहिए पहली बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल में भेद्यता का पता लगाना है जिस तरह से वह ऐसा करता है वह स्रोत कोड को देखकर या पैच में कुछ नोटिस करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल पर लागू होता है और पता चलता है कि इन पैच में से एक में भेद्यता है या पैच वास्तव में एक विशिष्ट भेद्यता को ठीक करते हैं या तीसरा तरीका सीवीई का अनुसरण करके है इसलिए एक बार जब उसने स्रोत कोड में एक विशेष भेद्यता पाई है तो अगली बात यह है कि इस भेद्यता का उपयोग निष्पादन को नष्ट करने के लिए किया जाए अगला भाग दुर्भावनापूर्ण कोड को उस विशेष एप्लिकेशन में इंजेक्ट करने के लिए इस भेद्यता का उपयोग करना है उदाहरण के लिए अनुप्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल होता है उदाहरण के लिए दुर्भावनापूर्ण कोड एक शेल प्राप्त कर सकता है जिसमें रूट विशेषाधिकार हैं अब जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमलावर रूट विशेषाधिकारों के साथ एक शेल प्राप्त करता है तो उसे पूरी प्रणाली का पूरा नियंत्रण मिल जाता है अब पिछले तीन हमलों से हमने इस पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है जो हम समझते हैं कि हमलावर जो पेलोड लिखते हैं वह पतों पर अत्यधिक निर्भर होता है उदाहरण के लिए रोप हमले में हमलावर को सटीक पते जानने की आवश्यकता होगी जहां ये गैजेट लिबक लाइब्रेरी में मौजूद हैं इसलिए उदाहरण के लिए इस मामले में यहां पर हमलावर को यह जानना होगा कि लाइब्रेरी में गैजेट 1 गैजेट 2 गैजेट 3 और गैजेट 4 का पता कहां मौजूद है इसलिए हमलावर की धारणा यह है कि यदि वह इन गैजेट्स को किसी विशेष प्रणाली में ढूंढने में सक्षम है तो वह हमला सफल होगा अब एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन या एएसएलआर काम करता है ताकि हमलावर को इस तरह के गैजेट्स का पता लगाना मुश्किल हो जाए एएसएलआर क्या प्राप्त करता है कि यह किसी एप्लिकेशन के एड्रेस स्पेस को यादृच्छिक बनाता है जिससे हमलावर के लिए विशिष्ट पते प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है इसलिए इस आंकड़े में उदाहरण के लिए जैसा कि हम यहां देखते हैं जो एक ही एप्लिकेशन के तीन अलग अलग उदाहरणों के लिए मेमोरी लेआउट दिखाता है इसलिए हम यहां जो देखते हैं वह यह है कि मेमोरी लेआउट हर बार जब आप एप्लिकेशन चलाते हैं तो बदल जाता है हम उदाहरण के लिए एक विशेष लाइब्रेरी को यहां ले जाते हैं जिसे ADVAP123 के रूप में जाना जाता है तो यह आवेदन के पहले भाग के दौरान एक विशेष स्थान पर मौजूद है दूसरे रन के दौरान ADVAP123 दूसरे स्थान पर मौजूद है और तीसरे रन में तीसरा स्थान और इसी तरह इसलिए चूंकि यह स्थान एप्लिकेशन के प्रत्येक रन में बदल रहा है इसलिए हमलावर के लिए सटीक स्थान की पहचान करना मुश्किल होगा जहां गैजेट मौजूद होने जा रहे हैं जिससे आरओपी हमलों को निष्पादित करने से रोका जा सके इसलिए एएसएलआर एक नई अवधारणा नहीं है यह 2001 में लिनक्स पाक्स परियोजना द्वारा शुरू किया गया था और 2012 या 2013 के बाद से यह काफी सामान्य हो रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ा गया है विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अब डिफ़ॉल्ट रूप से एएसएलआर का समर्थन करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एएसएलआर एप्लीकेशन के प्रत्येक रन के साथ लाइब्रेरी ढेर के स्थान ढेर और इसी तरह के स्थानों को बेतरतीब करेगा इसलिए यदि आप विशेष रूप से उबंटू सिस्टम में वर्तमान लिनक्स सिस्टम हैं तो आप इस विशेष फ़ाइल को देख सकते हैं आप यह निर्धारित करने के लिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एएसएलआर सक्षम है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आप इस फाइल को खरीद सकते हैं तो इस विशेष फ़ाइल में 3 मान 0 1 या 2 होंगे 0 का अर्थ है कि एएसएलआर उस विशेष प्रणाली में अक्षम है जबकि 2 में यादृच्छिकता का उच्चतम स्तर है जहां 2 यादृच्छिकता का उच्चतम स्तर है 1 के मान के साथ जो हासिल किया जाता है वह है स्टैक की स्थिति यादृच्छिक रूप से इसी तरह VDSO साझा मेमोरी क्षेत्रों और इसी तरह के पदों को यादृच्छिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है 2 के मूल्य के साथ इसका क्या मतलब है यह सभी यादृच्छिकता को प्राप्त करता है जो 1 के साथ प्राप्त किया जाता है और साथ ही डेटा खंड स्थान भी यादृच्छिक होता है तो 2 अब अधिकांश लिनक्स सिस्टम में डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो आइए हम एएसएलआर को कार्रवाई में देखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप एक विशेष कार्यक्रम चला सकते हैं उस कार्यक्रम के पीआईडी का पता लगा सकते हैं और जैसा कि हमने पहले किया है उस विशेष कार्यक्रम के मेमोरी स्पेस को इस विशेष आदेश cat procPID of that processmaps और आपको मेमोरी मैप मिलेगा अब यदि आप उसी कार्यक्रम को फिर से चलाते हैं तो जाहिर है कि आपको एक अलग पीआईडी मिलेगी और यदि आप उस नई प्रक्रिया के नक्शे को देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह पता नक्शे में बदलाव है और एएसएलआर के कारण यह बदलाव हो रहा है उदाहरण के लिए लाइब्रेरी लिबक पुस्तकालय को लेते हैं तो पहले रन में लिबक लाइब्रेरी इस स्थान पर मौजूद है 0xb75d000 जबकि दूसरे रन में वही लिबक लाइब्रेरी 0xb75de000 पर मौजूद है इस प्रकार हम देखते हैं कि एप्लिकेशन के प्रत्येक रन इस प्रकार हम एप्लिकेशन के प्रत्येक रन के साथ देखते हैं एप्लिकेशन का मेमोरी एड्रेस उस एप्लिकेशन के लिए वर्चुअल एड्रेस मैप बदल रहा है अब जब से वर्चुअल एड्रेस मैप बदलता है गैजेट के स्थान बदल जाते हैं इसलिए आरओपी space हमला जो हमलावर ने बनाया है हर समय काम नहीं करेगा तो अपने linux procs के लिए आप वास्तव में इस विशेष फ़ाइल etcsysctlconf को संपादित करके एएसएलआर के मान को बदल सकते हैं यदि आप वास्तव में इस लाइन को kernelrandomize va space की तरह जोड़ते हैं और 0 1 या 2 का मान निर्दिष्ट करते हैं एएसएलआर के लिए समर्थन आपके विशेष सिस्टम के लिए संशोधित किया जा सकता है इसलिए अब एएसएलआर के इंटर्नल्स को देखेंगे इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि लाइब्रेरी को कैसे स्थानांतरित किया जाता है अनिवार्य रूप से इसे प्राप्त करने के दो तरीके हैं एक को लोड टाइम रीकॉचेबल के रूप में जाना जाता है और दूसरे को पीआईई या पीआईसी के रूप में जाना जाता है जो क्रमशः स्वतंत्र स्थिति और स्थिति स्वतंत्र कोड के लिए खड़ा है लोड समय में रिलोकिटेबल मुख्य कार्यक्षमता लोडर के साथ टिकी हुई है जहां जब लाइब्रेरी लोड हो जाता है लोडर लाइब्रेरी से गुजरता है और प्रत्येक पते को ठीक से समायोजित करेगा ताकि लाइब्रेरी सही तरीके से निष्पादित हो पीआईसी तकनीक में समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सापेक्ष पते का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है इसलिए हम दोनों लोड टाइम रिलोकेबल के साथ साथ पीआईसी अधिक विवरण में निष्पादन योग्य देखेंगे तो चलिए हम लोड समय के साथ शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि हम इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं इसलिए यह वह लाइब्रेरी है जिसे हम बनाते हैं इसमें mylib int नामक एक वैश्विक चर शामिल है और इसमें दो कार्य set mylib int हैं जो अनिवार्य रूप से एक पैरामीटर X लेता है और हमारे वैश्विक चर को उस विशेष मान पर सेट करता है और दूसरा फ़ंक्शन get mylib int वर्तमान मान को वैश्विक डेटा mylib int देता है इसलिए अब आप यहां दिखाए गए अनुसार जीसीसी का उपयोग करके इस लाइब्रेरी को संकलित कर सकते हैं अब कम से कम मेरे संकलक में डिफ़ॉल्ट रूप से यह इसे संकलित कर रहा है इस विशेष सिंटैक्स के साथ लोड टाइम रिलोकेबल कोड बना देगा अब इस विशेष कोड को निर्देशिका source relocgot में इस लिंक से भी प्राप्त किया जा सकता है यह समझने के लिए कि लोड टाइम रिलोकेबल कोड कैसे काम करता है हम objdump का उपयोग करके इस लाइब्रेरी को असेंबल करते हैं और हम इनमें से किसी एक फ़ंक्शन का मूल्यांकन करते हैं जो set mylib int है इसलिए जैसा कि हम यहाँ देखते हैं ये set mylib int के लिए निर्देश हैं और पहले दो निर्देश उस विशेष फ़ंक्शन के लिए स्टैक फ्रेम बनाते हैं तीसरा निर्देश यह यहाँ एक्स की सामग्री को स्थानांतरित करता है जो इस स्थान ईबीपी प्लस 8 में मौजूद है जो अनिवार्य रूप से इस विशेष फ़ंक्शन का तर्क है तो तर्क X की EAX रजिस्टर में स्थानांतरित हो जाता है तब X की सामग्री को वैश्विक mylib int global mylib int में संग्रहीत किया जाना चाहिए ऐसा करने के लिए हमारे पास यह mov निर्देश है जहां EAX रजिस्टर को 0X0 पर ले जाया जाता है तो यह 0X0 कुछ ऐसा है जो कंपाइलर ने इसमें डाला है क्योंकि यह लाइब्रेरी लोड टाइम रिलोकेबल लाइब्रेरी है इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम वास्तव में एक प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं जो इस विशेष लाइब्रेरी का उपयोग करता है इसलिए हम जो करते हैं वह एक प्रोग्राम को इस विशेष लाइब्रेरी से जोड़ते हैं और फिर उस प्रोग्राम पर GDB का उपयोग करते हैं ध्यान दें कि mylib int का वास्तविक पता यहाँ पर नहीं भरा गया है वास्तव में यह केवल 0X0 है तो क्या उम्मीद की जाती है कि जब यह लाइब्रेरी लोड हो जाता है तो लोडर इनमें से प्रत्येक कार्य से गुजरता है और जहां भी 0X0 है वह इसे mylib int के वास्तविक पते के साथ बदल देगा इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी में विशेष खंड है जो लोडर को यह निर्धारित करने की अनुमति देगा कि ऑब्जेक्ट फ़ाइल को लोड समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है तो इस विशेष खंड को रिलोसेबल टेबल के रूप में जाना जाता है तो हम इस कमांड readelf r libmylibso का उपयोग करके इसे प्राप्त कर सकते हैं यह वह लाइब्रेरी है जिसे हमने बनाया है तो ध्यान दें कि हमारे यहाँ कई प्रविष्टियाँ हैं लेकिन हमारे लिए दो दिलचस्प प्रविष्टियाँ पहली और दूसरी हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक प्रविष्टि लाइब्रेरी कोड में सटीक स्थान निर्धारित करती है लोडर को संशोधित करने की आवश्यकता होगी ध्यान दें कि एक mylib int का उपयोग ठीक दो स्थानों पर किया जाता है एक इस बिंदु पर यहाँ फ़ंक्शन set mylib int में और दूसरा एक इस स्थान get mylib int पर है इन स्थानों में से प्रत्येक में इस विशेष तालिका में एक प्रविष्टि है तो ध्यान दें कि जिन स्थानों को हमें संशोधित करने की आवश्यकता है वे ऑब्जेक्ट फ़ाइल में 473 और 47 डी पर ऑफसेट हैं तो आप देख सकते हैं कि स्थान 473 इस 0X0 से मेल खाता है तो पता है कि यह एक 472 ऑफसेट पर है यानी A3 472 की ऑफसेट पर है और 473 इस 0 मिलियन से मेल खाती है एक और बात ध्यान देने योग्य है कि प्रकार इसलिए इनमें से प्रत्येक प्रकार 32 बिट का है इस प्रकार ऐसे समय में जब यह विशेष लाइब्रेरी लोड हो जाता है लोडर इस तालिका को देखेगा और इस तालिका में प्रत्येक पंक्ति से होकर गुजरेगा यह इस स्थान से होकर जाएगा 473 जो इस 0X0 से मेल खाता है यह निर्धारित करेगा कि यहां एक 32 बिट मान है जो आवश्यक है और यह मान mylib int से मेल खाता है और इसलिए यह mylib int के लिए सही पता प्राप्त करेगा और 0X0 को mylib int के वास्तविक पते से बदल देगा तो यह जांचने के लिए कि क्या लोडर वास्तव में अपना काम कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो जुड़ा हुआ है जो इस विशेष लाइब्रेरी से लिंक करेगा जो उस प्रोग्राम को संकलित करेगा और उस विशेष प्रोग्राम को डीबग करने के लिए GDB का उपयोग करेगा इस प्रकार है इसलिए हम main में breakpoint set करते हैं और जब breakpoint hit होता है हम GDB में set mylib int करते हैं इसलिए इस असेंबली कोड और इस असेंबली कोड के बीच अंतर पर ध्यान दें इसलिए यह असेंबली कोड वह है जो कंपाइलर लाइब्रेरी के संकलन के बाद देता है जबकि यह असेंबली कोड वही होता है जो लोडर द्वारा लाइब्रेरी को एड्रेस स्पेस में डालने के बाद रनटाइम पर प्राप्त होता है ध्यान दें यहाँ पर एक ही निर्देश आपके पास EBP mov स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर इत्यादि हैं वही निर्देश यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन यह भी ध्यान दें कि इस निर्देश में मौजूद 0X0 को इस पते B7FTF5F8 के साथ बदल दिया गया है जो mylib int के लिए वास्तविक पता है तो ध्यान दें कि लोडर ने अपनी नौकरी पर हासिल किया है इस स्थान पर mylib int के वास्तविक पते के साथ शून्य को बदल दिया है इसी तरह आप यह भी देख सकते हैं कि इस mylib int को mylib int भी मिल जाता है इसे mylib int के सही पते पर इंगित करने के लिए बदल दिया जाता है तो लोड टाइम रिलोकैटेबल तकनीक की सीमाएँ यह है कि इसका लोड बहुत धीमा है क्योंकि अनिवार्य रूप से हमारे पास लोडर है जो प्रत्येक स्थान से गुजरता है जिसे संशोधित करना और भरना पड़ता है उस स्थान पर शून्य को वास्तविक पते के साथ बदल देता है दूसरे इसके लिए एक योग्य कोड सेगमेंट की आवश्यकता होती है जो अनिवार्य रूप से समस्याएं पैदा कर सकता है लोड टाइम रिलोसेबल तकनीक की तीसरी सीमा यह है कि यह निष्पादन योग्य कोड को साझा करने से रोकता है हम इसके बारे में विवरण में नहीं जाएंगे लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया है जिसे कॉपी पर लिखा जाता है जहां आमतौर पर लाइब्रेरी कोड सिस्टम में सभी प्रक्रियाओं के बीच साझा किए जाते हैं लोड टाइम रिलोकेबल कोड की तीसरी सीमा यह है कि प्रत्येक प्रोग्राम कोड लाइब्रेरी की अपनी स्वनिर्धारित कॉपी होनी चाहिए तो यह वह नहीं है जो हम व्यवहार में चाहते हैं व्यवहार में आमतौर पर दोहराव को रोकने के लिए सभी प्रोग्राम जो मशीन में चल रहे हैं वे साझा लाइब्रेरी की एक ही कॉपी का उपयोग करेंगे उदाहरण के लिए Libc सिस्टम में चलने वाले सभी प्रोग्राम Libc की एक ही कॉपी का उपयोग करेंगे ताकि RAM में Libc की नकल न हो हालाँकि लोड समय स्थानांतरित करने के साथ क्योंकि प्रत्येक प्रोग्राम को लाइब्रेरी के एक बहुत ही अनुकूलित संस्करण की आवश्यकता होती है इस तरह के साझाकरण के लिए संभव नहीं होगा तो इस विशेष तकनीक के साथ लाइब्रेरी को प्रक्रिया के आभासी पता स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है अनिवार्य रूप से यहां लोडर पर निर्भर होने के बजाय कोड में वास्तव में प्रत्येक पते को बदलने के लिए बहुत सारे सापेक्ष पते का उपयोग अतिरिक्त रूप से किया जाता है ग्लोबल ऑफ़सेट टेबल या जीओटी टेबल के रूप में जानी जाने वाली एक विशेष तालिका का उपयोग किया जाता है हम देखेंगे कि यह PIC कैसे काम करता है और GOT तालिका का उपयोग किसी variable के वास्तविक पते को हल करने के लिए कैसे किया जाता है तो हम कहें कि हमारे पास इस तरह का एक निर्देश है जहाँ हम एक variable के पते को इस रजिस्टर EDX में ले जाना चाहते हैं अब आमतौर पर बिना GOT के हमें इस विशेष variable के वास्तविक पते को जानना होगा और इसलिए इस विशेष निर्देश का परिणाम गैर सापेक्ष कोड होगा यदि आपके पास एक वैश्विक ऑफ़सेट टेबल है लेकिन एक ही निर्देश तीन प्रकारों में परिवर्तित हो जाता है सबसे पहले हम इस रजिस्टर में GOT टेबल का पता EDX कहते हैं फिर हम तालिका में 16 बाइट्स के ऑफसेट को इस रजिस्टर EDX में अधिक सटीक रूप से तालिका में लोड करते हैं तब हम इस रजिस्टर EDX में 16 बाइट्स के ऑफसेट को अधिक सटीक रूप से तालिका में लोड करते हैं अब इस स्थान पर EDX प्लस 16 बाइट्स जो मौजूद है इस विशेष variable का वास्तविक पता है अगला हम जो करते हैं वह इस EDX रजिस्टर की सामग्री को इस विशेष रजिस्टर में लोड करता है इस प्रकार हम देखते हैं कि EDX रजिस्टर में variable के पते को सीधे लोड करने के बजाय जो कोड को गैर स्थानांतरित कर रहा है इसके बजाय हम GOT तालिका का उपयोग करते हैं GOT तालिका में वास्तविक पते होते हैं जहां variable मौजूद होते हैं और इसलिए हम GOT तालिका की सामग्री को लोड करते हैं और EDX की सामग्री का उपयोग करके सीधे वास्तविक variable तक पहुंचते हैं हम अपनी लाइब्रेरी लेंगे जो हमने बनाई है और देखें कि इस GOT टेबल का उपयोग करने के लिए कंपाइलर कोड कैसे बनाता है हम जो कोड लेंगे वह हमारे दो लाइब्रेरी फ़ंक्शंस set mylib int और get mylib int को शामिल करने से पहले है और इस समय यह विशेष रूप से global variable mylib int है हमने देखा है कि जब लोड टाइम रिलोसेबल कोड होता है तो क्या होता है अब PIC के साथ कोड set mylib int के लिए बहुत अलग दिखता है जो हम देखते हैं कि अतिरिक्त रूप से i686 get pc thunkcx नामक कुछ फ़ंक्शन के लिए एक कॉल है और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिवर्तन भी हैं तो आइए अधिक विवरण देखें पहले हम कॉल निर्देश देखते हैं जो अनिवार्य रूप से यहाँ पर इस विशेष कार्य के लिए एक कॉल है जो स्टैक पॉइंटर की सामग्री को ECX रजिस्टर में संग्रहीत करता है और फिर लौटता है तो हम यहाँ जो देखते हैं वह इन ECX रजिस्टर की सामग्री है हमारे पास इस विशेष निर्देश का पता है अब आप इस ECX रजिस्टर की सामग्री में 1180 जोड़ें तो यह 1180 GOT तालिका के लिए ऑफसेट है ECX 1180 मिली हुई तालिका के लिए एक ऑफसेट है इसके अलावा हम ECX से 8 बाइट्स घटाते हैं जो कि GOT टेबल में एक ऑफसेट है जिसमें mylib int का वास्तविक पता होता है तो mylib int का यह वास्तविक पता EAX रजिस्टर में चला गया है तीसरा हम ध्यान दें कि हम EDX रजिस्टर की सामग्री को EAX रजिस्टर द्वारा बताए गए स्थान पर संग्रहीत कर रहे हैं तो ध्यान दें कि EAX रजिस्टर में mylib int के सही पते के सूचक होते हैं इसलिए स्टोर निर्देश EDX रजिस्टर की सामग्री को mylib int के सही स्थान पर संग्रहीत करेगा PIC तकनीक का उपयोग करने के फायदे जो कि जीओटी का उपयोग करने के साथ है आपने लोड समय को काफी कम कर दिया है पिछले मामले के विपरीत जहां लोडर प्रत्येक और हर स्थान को बदलता है जहां वैश्विक डेटा का उपयोग किया जाता है यहां हम एक एकल जीओटी तालिका का उपयोग कर रहे हैं जो वैश्विक डेटा के लिए सही पते को संग्रहीत करता है इस प्रकार लाइब्रेरी लोड करके ओवरहेड्स काफी कम हो जाते हैं इसके अलावा यदि आप कोड नहीं बदल रहे हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है कि कोड सेगमेंट योग्य हो यह लोड टाइम रिलोकेबल तकनीक मूल्य के काफी विपरीत है वास्तव में कोड सेगमेंट को लिखने योग्य होने की आवश्यकता है इसके अलावा चूंकि हमें प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुकूलित लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम वास्तव में सिस्टम में विभिन्न कार्यक्रमों के बीच लाइब्रेरी को साझा कर सकते हैं ये सभी लाभ GOT टेबल के कारण प्राप्त हुए हैं GOT तालिका डेटा सेगमेंट में मौजूद है और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा सेगमेंट राइट है इसलिए लोड समय पर लोडर को GOT तालिका में जाने के लिए जो करना है वह सब करना होगा इस विशेष योजना का दोष यह है कि अब रनवे ओवरहेड्स बढ़ गए हैं किसी विशेष variable को सीधे जाने और एक्सेस करने के बजाय अब हमें GOT तालिका से वास्तविक variable का पता लगाने और फिर उस विशेष variable पर अप्रत्यक्ष पहुंच बनाने की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप रनटाइम बढ़ जाता है आइए हम GOT के साथ काम करने का एक उदाहरण देखें हमारे पास मेरा वैश्विक डेटा है myglob को 32 में आरंभीकृत किया गया है और कार्यक्रम में हम 5 के वैश्विक डेटा के साथ वृद्धि करते हैं और उस मूल्य को वापस करते हैं अब संकलक एक GOT तालिका बनाता है हमें संकलित समय पर अतिरिक्त विकल्प निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है जो कि sared fpic है इस विशेष कार्यक्रम के लिए assembly कोड कुछ इस तरह दिखता है इसे यहाँ पर एक डेटा सेक्शन मिला है जिसमें myglob है और इसे कोड मिल गए हैं इसलिए यहाँ पर चले गए जो इस text सेक्शन के अंतर्गत है तो ध्यान दें कि संकलक ने इन अतिरिक्त कार्यों को i686 get pc thunkcx बनाया है जो अनिवार्य रूप से ECX में अगले निर्देश के पते को लोड करता है हम देखते हैं कि यह विशेष निर्देश ECX रजिस्टर में GOT तालिका की ऑफसेट जोड़ता है फिर हम अपने ग्लोब ग्लोबल वैरिएबल के पूर्ण पते को GOT टेबल से EAX रजिस्टर में लोड करते हैं और अंत में हम अप्रत्यक्ष रूप से myglob ग्लोबल डेटा को EAX रजिस्टर में लोड कर सकते हैं इन चार निर्देशों के बाद हम अंततः EAX रजिस्टर की सामग्री को लोड करने में सक्षम हैं इस विशेष कोड की गड़बड़ी कुछ इस तरह दिखती है हम देखते हैं कि इस वैश्विक डेटा myglob में एक डेटा खंड शामिल है और कोड खंड इस विशेष अनुभाग से शुरू होते हैं जिसे पाठ अनुभाग के रूप में दर्शाया जाता है जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनका हमें विश्लेषण करना है इसलिए पहला निर्देश जो हम देखते हैं वह यह है कि इस get pc thunk के लिए एक कॉल है यह कॉल क्या करता है कि यह यहाँ पर इस विशेष फ़ंक्शन के लिए कूदता है इस ईसीएक्स रजिस्टर में स्टैक पॉइंटर की सामग्री को स्थानांतरित करें इस प्रकार ईसीएक्स रजिस्टर में इस विशेष निर्देश ऐडल इंस्ट्रक्शन का पता होता है इस निर्देश में हम जो कुछ करते हैं वह GOT तालिका की ऑफसेट वैश्विक ऑफसेट तालिका को इस ईसीएक्स रजिस्टर में जोड़ देता है तो अब ईसीएक्स रजिस्टर में GOT टेबल की सामग्री है अब हम GOT तालिका में और उस ECX में ऑफसेट लेते हैं और सामग्री को ईएएक्स रजिस्टर में लोड करते हैं तो अब ईएएक्स रजिस्टर में वैश्विक पते myglob का सही पता है अब हम उस वैश्विक डेटा की सामग्री को ईएएक्स रजिस्टर में लोड करते हैं इस प्रकार इस निर्देश के अंत में ईएएक्स रजिस्टर में myglob की सामग्री है जो कि 32 है हमने इस सामग्री में 5 जोड़ दिए और इस विशेष डेटा को वापस कर दिया यदि हम मिट चुकी फ़ाइल के विभिन्न अनुभागों को निर्धारित करने के लिए रीडफ़ का उपयोग करते हैं जिसे हमने अभी संकलित किया है तो हम देखते हैं कि 19 वें खंड में जीओटी तालिका है तो यह 584 बाइट्स की भरपाई पर है और शुरुआत से 1584 का पता है इसके अलावा हम फिर से स्थानांतरित करने योग्य डेटा को देख सकते हैं और इस वैश्विक डेटा के ऑफसेट को GOT तालिका में देख सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि कैसे एक लाइब्रेरी को PIC तकनीक का उपयोग करके या लोड समय रिलोकेबल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है अब हम देखेंगे कि एएसएलआर कैसे काम करता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के स्निपेट्स को देखना होगा अनिवार्य रूप से क्या हो रहा है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ़ंक्शन load elf binary को आमंत्रित करता है तो यह विशेष फ़ंक्शन तब लागू किया जाता है जब आप बाइनरी डेटा को किसी प्रक्रिया में लोड करना चाहते हैं या एक साझा लाइब्रेरी एक विशेष प्रक्रिया में लोड हो जाता है इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एक फ़ंक्शन होगा और हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से एक शर्त है जहां हम जांचते हैं कि क्या यह randomize va space एक से अधिक है हम याद करते हैं कि लिनक्स सिस्टम में randomize va space 3 मान 0 1 या 2 लेगा यदि मान 1 या 2 है तो इसका मतलब यह होगा कि ASLR उस विशेष प्रणाली पर सक्षम है यदि ASLR को सिस्टम पर सक्षम किया जाता है तो हम इस भाग को विशेष रूप से कार्य करते हैं जो यहाँ अनिवार्य रूप से मौजूद है तो यह फ़ंक्शन क्या करता है इस randomize range को लागू करें जो कुछ विशेष यादृच्छिक पता देता है तो यह यादृच्छिक पता फिर से यहां लौटता है और इस यादृच्छिक पते पर वह जगह है जहां लाइब्रेरी लोड किया गया है इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी को लोड करने के लिए प्रक्रिया पता स्थान में कुछ यादृच्छिक स्थान का उपयोग कैसे करता है लोडिंग के समय लोडर या तो जीओटी तालिका को भर देगा या उन विशेष स्थानों पर विशेष रूप से जाएगा और उन वैश्विक डेटा में पते भर देगा डेटा के अलावा भी फ़ंक्शन को स्थानांतरित करने योग्य बनाया जाना चाहिए अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि कार्यों को कैसे स्थानांतरित किया जाता है